अब तक हमने एंटेना के विभिन्न बुनियादी मापदंडों को देखा है आज हम एक बहुत उपयोगी एंटेना देखेंगे पहले से ही हमने एलेमेंटल ऐन्टेना को देखा है जो हर्ट्ज़ियन डाइपोल या करंट एलिमेंट है लेकिन हमने देखा है कि करंट एलिमेंट एक प्रैक्टिकल एंटेना नहीं है कई कारणों से यह एक इनफिनिट दशमलव लंबाई है तो यह बहुत छोटा है और इसके लिए हमने देखा है कि इसका रेडिएशन रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इसलिए यदि हम एक बड़ी मात्रा में पावर रेडिएट करना चाहते हैं तो हमें ऐन्टेना में एक ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है जो प्रैक्टिकल नहीं है इसके अलावा हमने देखा है कि पूरे करंट एलिमेंट में करंट में कांस्टेंट है अब यह एक फिजिकल अप्प्रोक्सिमेशन नहीं है क्योंकि यदि हम किसी भी लम्बाई के एंटेना को देखते हैं और यदि पूरे करंट स्थिर है इसका मतलब है अंत बिंदुओं पर भी करंट गैर शून्य है लेकिन इसके तुरंत बाद फ्री स्पेस है इसलिए वहां कंडक्शन करंट मौजूद नहीं हो सकती है तो वह करंट कहाँ जाता है अब हम जानते हैं कि कंडक्शन करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है लेकिन यदि हम मानते हैं कि समान करंट है तो वहां एक गंभीर डिस्कन्टिन्यूइटी है तो यह बात प्रैक्टिकल होना संभव नहीं है लेकिन हमने पहले ही नोट कर लिया है कि करंट एलिमेंट एंटेना का निर्दिष्ट फोर्स है यह सभी गुणों को दर्शाता है कि किसी भी अन्य जटिल एंटेना में विशेष रूप से फार फील्ड की संरचना विभिन्न अन्य गुण वगैरह हैं तो इसीलिए हमने देखा है कि आज हम वास्तव में एक उपयोगी वायर एंटेना देखेंगे पहले हम वायर एंटेना एंटेना के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि वायर संरचनाओं के प्रकार के लिए तार हैं इसका मतलब है कि इसकी लंबाई है इसकी कोई चौड़ाई आदर्श रूप से नहीं है तो 2 ऐसे उदाहरण आज हम एक एक करके देखेंगे पहला जिसे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले हम डाइपोल एंटेना देखेंगे जिसे हर जगह आप देख रहे होंगे कि ये डाइपोल एंटेना हैं यह बहुत लोकप्रिय है यह बहुत उपयोगी है तो यह एक लंबाई l है तो यह सिममेट्रिकल है इसमें दो ऐसे भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक भाग l2 होता है इन्हें एंटेना के पोल कहा जाता है तो यह ऊपरी पोल है यह निचला पोल है और उनके बीच एक सोर्स ac सोर्स ac वोल्टेज सोर्स है जो 2 एंटेना के बीच है यह डाइपोल की संरचना है अब कभी कभी विशेष रूप से कम फ्रीक्वेंसीज़ पर यदि यह लंबाई काफी अधिक होती है यदि इतनी अधिक लंबाई परमिसिबल नहीं है तो इस डाइपोल एंटेना की एक और विविधता जिसे मोनोपोल ऐन्टेना कहा जाता है भी है तो इस मामले में सोर्स वहाँ है और सोर्स से केवल एक पोल है ऊपरी पोल है वहाँ निचला पोल नहीं है तो वे इसे कैसे बनाते हैं तो एक इनफिनिट ग्राउंड प्लेन होना चाहिए तो छवि सिद्धांत द्वारा यह डाइपोल है इसलिए यदि हम यहां एक ग्राउंड प्लेन रखते हैं तो हमें निचले पोल की आवश्यकता नहीं है तो इसे h ऊँचाई का एक मोनोपोल एंटेना कहा जाता है इसलिए आज हम इन दो स्ट्रक्चरस का एनालाइस करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम डाइपोल के साथ शुरू करेंगे अब पोल के मामले में पहले विश्लेषण कैसे करें जाहिर है हम यह नोट करेंगे कि कोई भी एंटेना अगर हम इसे ढूंढना चाहते हैं तो यह फ़ील्ड्स रेडिएटेड हो जाता है हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन को खोजना चाहते हैं क्योंकि मैक्सवेल के समीकरणों को हल करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हम फ़ील्ड्स को पा सकते हैं अब तो इसके के लिए इसका मतलब है पहला काम यहाँ है की कंडक्शन करंट क्या है जो एंटीना पर बह रहा है अब यहाँ हम आपको एक अनुमान लगाते हैं कि यह एक लंबा एंटीना है तो एंटीना इस तरह है हम जानते हैं की फिजिकली करंट को हम यहां फीड कर रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ करंटअधिकतम हो सकता है लेकिन इसे सिरों पर शून्य तक जाना चाहिए तो यह समझने के लिए कि हम ट्रांसमिशन लाइन की मदद लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हम पहले ही ट्रांसमिशन लाइन देख चुके हैं तो हम एक ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं जिसे फीड किया जाता है और ओपन और ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है इसलिए एक ट्रांसमिशन लाइन में हम पहले से ही EM सिद्धांत को कक्षाओं में देख चुके हैं कि अगर मेरे पास एक करंट I है जाहिर है यहां रेडिएशन कर रहा है तो यह कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट में परिवर्तित हो रही है और रिटर्न करंट इस तरह है और हम जानते हैं कि यह करंट कैसे वितरित किया जाता है इसलिए चूंकि यह एक खुला सर्किट है तो यहां करंट शून्य होना चाहिए वोल्टेज अधिकतम है तो करंट में यहां न्यूनतम है इसका मतलब है हमारे पास इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने उस मामले में देखा है जब हमने आपको देखा है इसलिए कि आप व्यू ग्राफ में देख सकते हैं कि यदि मैं कंडक्शन करंट प्लॉट करता हूं तो इसका मतलब है I एक z फ़ंक्शन के रूप में यह साइनसोइडल जैसा कुछ है अब मान लीजिए कि मैं इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन को बदल देता हूं बह उनका आंतरिक कोण हो सकता है या उनका फ्लेअर बढ़ जाता है तो यह भी उचित है कि शारीरिक रूप से कुछ भी नहीं बदल रहा है इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा क्योंकि जिस तर्क से हम यह कहते हैं कि यह यहां शून्य होना चाहिए जो अभी भी शेष है और फिर यदि हम इसे सीधे इस तरह बनाते हैं तो यह भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और लोगों ने यह भी मापा और पाया कि एक लंबे डाइपोल ऐन्टेना पर करंट वास्तव में कुछ इस तरह का होता है कि अंत में यह शून्य पर जाता है 2 पोल के 2 छोरों पर यह शून्य पर जाता है और एक साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में होता है इसलिए हम अब यह कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और हम इसे हल कर सकते हैं लेकिन यदि इसका मतलब है अगर मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल maxwell's के समीकरण से पता है कि जो हमने पहली कक्षाओं में देखा है कि वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कैसे लिखनी है और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे खोज सकते हैं लेकिन यदि आप ऐसा करना चाहते हैं जो हमने करंट एलिमेंट के लिए किया है लेकिन यदि आप इस मामले में यह करना चाहते हैं कि यह एक कठिन काम होगा तो कुछ ऐसे अभिन्न अंग होंगे जो हम केवल करने में सक्षम हैं इसलिए हम एक सरलीकृत जड़ लेंगे हम पहले ही कह चुके हैं कि हम मुख्य रूप से एंटेना के फार फील्ड में रुचि रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यदि हम एंटेना के फार फील्ड रुचि रखते हैं तो हम जो करेंगे वह वास्तव में इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ देगा यह है अब हम इस पूरे डाइपोल को छोटे अनन्तमूलक करंट तत्व करंट लंबाई dz एलिमेंट के रूप में तोड़ देंगे तो छोटे छोटे करंट एलिमेंट करेंगे इसका मतलब है यहाँ अगर हम कहते हैं कि हम मान लें कि यह एक करंट एलिमेंट है तो यह वह है जो यह है यह एक ऐसा है और यहाँ भी हम इसे बनाएंगे अब मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन को जानता हूं तो मैं यहाँ वैल्यू जानता हूँ तो इन 2 अनुमानों के बीच यदि यह करंट डिस्ट्रीब्यूशन था इस एक के लिए मैं यह मानूंगा कि यह कांस्टेंट वैल्यू है इसी तरह अगले एक के लिए मैं मानूंगा कि यह कांस्टेंट करंट वैल्यू है और फिर मैं जाऊंगा जैसे कि ये सभी करंट एलिमेंट्स हैं इसलिए यह व्यक्तिगत करंट एलिमेंट् अब मुझे दूरी बिंदु P से यह परिणाम पता है कि फिर से हम दृश्य ग्राफ पर देख सकते हैं यह इस बिंदु P के लिए फार फील्ड में कम से कम फील्ड क्या है यहां फार फील्ड क्या हैजो मैं जानता हूं और इसलिए यहां का कुल फील्ड इन सभी फ़ील्ड्स का सुपरपोजिशन होगा इसलिए इसका मतलब है ये मूल रूप से पूरे लंबे डाइपोल हैं जिन्हें मैं करंट तत्वों में डिस्ट्रिब्यूटेड एलिमेंट्स के रूप में तोड़ सकता हूं जो कि लंबाई में वितरित हैं और प्रत्येक करंट एलिमेंट का एक करंट मूल्य होगा जिसे मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन से जानता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि P पर फील्ड क्या है फिर मेरे पास उन फ़ील्ड्स का एक सुपरपोजिशन होगा और मैं इसका पता लगाऊंगा इसलिए ऐसा करने के लिए हमें अपनी कुछ शब्दावली को संशोधित करने की आवश्यकता है एक बात अब आप देख रहे हैं कि हमें वेक्टर स्फेरिकल कोआर्डिनेट में होना पड़ेगा वास्तव में यह सोर्स उस सोर्स के केंद्र की स्थिति है जो हमारे वेक्टर स्फेरिकल कोआर्डिनेट प्रणाली का केंद्र होगा P एक बिंदु है जिसे r theta phi द्वारा विशेषता दी जाएगी तो P का त्ररेडियसज् r रेडियस वेक्टर ar होगा तो theta यह कोण है और फिर यह azimuth phi होगा इसी तरह एक दूरी z पर एक मौजूदा करंट एलिमेंट लेकिन एक कोआर्डिनेट dz डैश के साथ इसमें त्रिज्या वेक्टर r डैश होगा इसका मतलब है कि यह एक डैश है या प्राइम कोऑर्डिनेट हैं आर डैश है theta डैश और z डैश z कोऑर्डिनेट है इसलिए इसके साथ ही मैं यह बता सकता हूं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन I डैश क्या है Im के साथ कुछ कांस्टेंट गुणित साइन बीटा नॉट I द्वारा 2 z 0 से I2 क्योंकि करंट आप किसी भी एंटेना के लिए 2 पोल देखते हैं वे इस 2 करंट से डिफरेंशियल मोड्स में हो जाएगा इसलिए हमें इसे 2 पोल में तोड़ने की आवश्यकता है तो यहाँ यह l 2 माइनस z डैश 2 है यहाँ l 2 प्लस z डैश 2 है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं केंद्र z डैश पर केंद्र में जो चीज़ है वह 0 के बराबर है तो यह चीज़ होगी यहाँ कुछ के आधार पर अधिकतम हो लंबाई क्या है a तो यहाँ कुछ नॉनज़ेरो वैल्यू है लेकिन अंत में z डैश l2 के बराबर है इसलिए साइन 0 जो 0 होगा यही वजह है कि दोनों ही मामलों में करंट सिरों पर 0 से गुज़रता है यह कुछ अन्य डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ sinusoidally वितरित किया गया है इसलिएहम एक बार इसे लिख लें तो हमारे पास फार फील्ड का अनुमान हो सकता है और हम देखेंगे कि यह दूर बिंदु P तो यह पर्याप्त रूप से दूर है इसका मतलब है r z डैश से बहुत अधिक है उस स्थिति में r और r dashed दोनों समानांतर हैं और r और r dashed लगभग समान हैं इसलिए वे समानांतर हैं और यदि मैं बहुत ही सूक्ष्मता से r डैश को व्यक्त करना चाहता हूं तो r डैश मैं r ऋणात्मक डैश के रूप में लिख सकता हूं तो r डैश r माइनस z कॉस थीटा होगा अब जैसा कि हमने देखा है कि जब हम सुपरपोजिशन करेंगे तो हमें इन चीजों की जरूरत है हम और क्या करेंगे कि अब हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक करंट एलिमेंट्स के लिए फार फील्ड क्या होगा तो एक के लिए दिखाया गया है कि मैं ये लिख सकता हूं कि हम जिस फार फील्ड को जानते हैं वह यह है कि फार फील्ड में हमारे पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा कॉम्पोनेन्ट है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि dz डैश के कारण एक dE𝛉 कॉम्पोनेन्ट जो इसके द्वारा दिया जाएगा बस आप अपने करंट एलिमेंट डेरीवाशंस का उल्लेख कर सकते हैं वहां हमने डेराइव किया है कि यह मामला था वहाँ I डैश करंट है एक साइन थीटा रेडिएशन वहाँ एक 1 r भिन्नता के लिए होता है और e की पावर माइनस j बीटा नॉट r डैश dz डैश होता है तो यह करंट है यह बिंदु पर ई फ़ील्ड है तो यह बात है तो P पर यह dE थीटा दिशा है और यह इस का मूल्य है अब यहाँ आप अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग r डैश को देखेंगे अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में P बहुत दूर है P फार फील्ड में r और r डैश सभी समान हैं लेकिन हम इसे यहाँ फेज भाग में नहीं कर सकते क्योंकि फेज बहुत सेंसिटिव है और वास्तव में यह केवल r डैश नहीं है यह बीटा नॉट r डैश है तो हम जानते हैं कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि मूल रूप से हमें इस फेज को e की पावर माइनस जे बीटानॉट r डैश से लिखना चाहिए यह वास्तव में बीटानॉट एंगल है मतलब कि 2 pi बाय लैम्ब्डा नॉटआर गुणित r डैश है तो हमें लगता है कि मान लीजिए कि यह r 1000 मीटर है आइए हम r डैश को 10005 मीटर लेते हैं इसका मतलब है केवल 50 सेंटीमीटर दूर एक और बिंदु और बता दें कि ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि पहले बीटा नॉट r डैश की वैल्यू क्या है तो बीटा नॉट r क्या है अगर आप बीटा नॉट r करते हैं क्योंकि लैम्बडा 300 मेगाहर्ट्ज के लिए लैम्ब्डा नॉट 1 मीटर है और बीटा नॉट r 2 pi बाय 1 मीटर गुणित r होगा तो 2 pi गुणित 1000 तो 3 60000 डिग्री हो जाएगा जबकि बीटा नॉट r डैश 2 pi गुणित 1000 है इसलिए इन एंगल्स को देखेंगे हालांकि वे अंक केवल एक किलोमीटर की दूरी पर बहुत निकट हैं वे केवल 50 सेंटीमीटर दूर हैं लेकिन एंगल वाइज इसका मतलब है जब हम फेज की गणना कर रहे हैं तो वे पूरी तरह से फेज से बाहर हैं इसलिए अगर हम इन 2 का सुपरपोज़ करते हैं इसका मतलब है अगर इन 2 फेस को जोड़ा जाता है तो वे एक नल फेज या 0 फेज होंगे इसलिए हम यह विकल्प नहीं दे सकते हैं कि सभी r डैश यहाँ समान हैं लेकिन हम इसे एम्पलीटूड पार्ट में कर सकते हैं क्योंकि यह denominator उस एम्पलीटूड पार्ट में आएगा जिसे हम कर सकते हैं इसलिए यहां फेज भाग में हम r डैश करेंगे जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं उस चीज़ की ज्योमेट्री से लिख सकता हूं जो यहां दिखाया गया है हम r डैश को r माइनस z डैश कोस थीटा लिख सकते हैं इसलिए यदि हम इस dE में फील्ड एलिमेंट के कारण एलेमेंटल करंट एलिमेंट में सब्स्टिटूट करते हैं तो यह j eta बीटा नहीं होगा तो कुल इलेक्ट्रिकल फील्ड कुछ भी नहीं है लेकिन विभिन्न आकारों वाले सभी मौजूदा एलिमेंट से इलेक्ट्रिकल फील्ड का सुपरपोजिशन है और ये माइनस होंगे आप कह सकते हैं कि z डैश I2 के बराबर है साथ ही z डैश I2 के बराबर है फिर वह एक्वेशन Eq इसलिए यदि मैं इसे इंटीग्रल करता हूं तो यह z डैश होगा अब यहाँ केवल यह dz डैश का इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन वेरिएबल z डैश है तो यह शब्द और यह शब्द मौजूद होगा अन्य सभी बाहर जाएंगे और इस I डैश की वैल्यू को करंट डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे इसलिए कि हम पहले ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन को पहले ही लिख चुके हैं अब हम इसे लागू करेंगे और हमें E का मान मिलेगा अब पहले इंटीग्रेशन में यह z डैश नकारात्मक है यह भी नकारात्मक है हम इस सीमा को बदल सकते हैं और इसलिए पूरी बात लिखी जा सकती है क्योंकि यह शून्य चिह्न तब आएगा जब हम यहां सीमा को बदल देंगे तो अब आप यह नोट कर सकते हैं कि यह कुछ भी नहीं है लेकिन हम इस ई की पावर को j थीटा प्लस e की पावर माइनस z थीटा में बदल सकते हैं मतलब एक कोस टर्म एक्स्ट्रा आएगी तो हम कुल फार इलेक्ट्रिक फील्ड को j के रूप में लिख सकते हैं इसलिए अगर हम इंटेग्रेट करते हैं तो हम ऐसा करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस शब्द में कोई थीटा वेरिएशन नहीं है तो हम इस पूरे शब्द को इस पूरी बात को दर्शायेंगे जिसे हम थीटा फंक्शन कहेंगे तो मुझे यह लिखना चाहिए कि cos बीटा नॉट l बाय 2 cos थीटा माइनस कॉस बीटा नॉट l बाय 2 बाय साइन थीटा थीटा है तो इस प्रकार हम अब लिख सकते हैं कि एक लंबे डाइपोल फार फील्ड क्या है यह E है इसका मतलब है यह एक q रिलेटेड फील्ड है जहां Eq क्या है Eq टाइम फील्ड है इसलिए अगर हम इस वैल्यू को फ्री स्पेस का इन्ट्रिंसिक इम्पीडेन्स ईटा नॉट जो 120 pi डिवाइडेड बाय 2 pi है तो इसे हम j 60 Im e की पावर माइनस j बीटा नॉट r बाय r F के रूप में लिख सकते हैं तो हमें यह इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है अब फार फील्ड में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को phi निर्देशित किया जाएगा और यह बस फार फील्ड में है हम इसे उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे यह वेक्टर शब्द है तो यह H phi एक phi और क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन E बाय ईटा नॉट तो यहाँ सभी थीटा वेरिएशन है इसका मतलब है अगर हम यह जानना चाहते हैं कि पैटर्न क्या है क्योंकि यह एक कांस्टेंट टर्म है तो पैटर्न F पर निर्भर होगा अब यह कांस्टेंट टर्म के लिए वास्तव में लंबाई जिसे आप चुन सकते हैं इसलिए अगर हम चुनते हैं कि लंबाई l का एक लोकप्रिय विकल्प लैम्ब्डा बाय 2 है l लैम्ब्डा नॉट बाय 2 लैम्ब्डा नॉट एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है इसलिए अगर हम इसे चुनते हैं तो इसे हाफ वे डाइपोल कहा जाता है तो ऊपरी पोल लैम्ब्डा नॉट बाय 4 निचला पोल लैम्ब्डा नॉट बाय 4डाइपोल एंटेना की कुल लंबाई हाफवेव है तो इसे हाफवेव डाइपोल कहा जाता है इस हाफवेव डाइपोल के लिए हमारा F कहा है तो यह Fहाफवेव डाइपोल के लिए कोस pi बाय 2 कोस थीटा बाय साइन थीटा हो जाता है अब हम देखेंगे कि इस F की अधिकतम वैल्यू क्या है किस दिशा में यह q अधिकतम है आप यह जान सकते हैं कि वह थीटा कौन सा है जिसमें यह अधिकतम है जिसे आप जानते हैं कि अधिकतम कैसे पता करें यह चालू हो जाएगा कि यह थीटा 90 डिग्री है इसका मतलब थीटा क्या है इस दृश्य ग्राफ में आपने यहाँ क्या देखा है तो एंगल थीटा क्या है तो 90 डिग्री पर इसका मतलब ब्रॉड साइड डायरेक्शन का अर्थ है इसे एंटेना लोगों में कहा जाता है इसे व्यापक पक्ष कहते हैं इसका मतलब है कि यह डाइपोल लंबाई और उस तरफ 90 डिग्री है और यह अधिकतम है और उस वैल्यू का क्या है जो 90 डिग्री पर यह टर्म 0 हो जाती है इसलिए cos 0 1 है और यह साइन 90 1 है तो F 1 है इसका मतलब F की वैल्यू 1 है और इसलिए हाफ वेव डाइपोल का अधिकतम मान क्या है हम पहले से ही यहां Eq पा चुके हैं अगर F ऐसा हो जाता है तो हमारा Emax क्या होगा यह 60 lm बाय r है तो Im क्या है यह एक अधिकतम करंट है इसलिए अब हम इस F को देखते हैं यदि हम यह प्लाट करते हैं यह थीटा क्या है तो हमें पैटर्न मिलता है इसलिए यदि हमारे पास लैम्ब्डा बाय 2 है तो इस लैम्ब्डा बाय 2 के लिए जो चीजें आप देखते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न है और कृपया ध्यान दें कि संपूर्ण ई फ़ील्ड एक्सप्रेशन में phi के साथ कोई वेरिएशन नहीं है इसका मतलब है अजीमुथल दिशा में यह एक गोलाकार पैटर्न होगा एलिवेशन के पैटर्न में हम इसे लैम्ब्डा बाय 2 कहते है अगर हम इसे l ले लें तो ये चीज इस तरह lambda के बराबर है अगर हम l ३ बाय २ लैम्ब्डा के बराबर लेते हैं तो आप देखेंगे कि पैटर्न विभिन्न लोबों में विभाजित हो जाएगा इस लैम्ब्डा बाय २ के मामले में कुल 6 लोब हैं अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है क्योंकि हमने कहा था कि एक बड़ा एंटेना हमें बड़ा रेडिएशन रेजिस्टेंस देगा और यह जानने के लिए कि हमें पहले यह पता लगाना होगा कि कितनी पावर रेडिएट हो रही है तो औसत समय क्या है पावर पॉइंटिंग वेक्टर जो साव होगा और हम जानते हैं कि यह हाफ रियल Ef H q है और यह हवा में जाता है यह सच हैं कि हम किसी भी एंटेना के लिए पहले ही साबित कर चुके हैं तो यहाँ हम पाएंगे कि यह क्या है जो हमने पहले से ही Eq और Hf में पाया है तो यह हाफ Eq वर्ग होगा जहां एटा नॉट है तो अब अगर हम इस E का मान डालते हैं तो यह r वर्ग F वर्ग ar बाय 477 Im वर्ग हो जाएगा अब अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल रेडिएटेड पावर क्या है यह पॉइंटिंग वेक्टर डेंसिटी के लिए है इसलिए हमें इसे एक ह्य्पोथेटिकल क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस में इंटेग्रेट करना होगा तो हम पहले से ही यह देख चुके हैं कि Pr क्या है यह एक एलेमेंटल एरिया स्फेरिकल थिंग r वर्ग साइन थीटा d थीटा d फाई पर कैसे करना है इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमें एटा नॉट lm वर्ग नॉट 4 pi मिलेगा q 0 से pi के बराबर है F वर्ग साइन थीटा d थीटा d phi साइन थीटा d थीटा d phi पहले से ही सीखा है और यह 30 Im वर्ग वाट है अब यह इंटीग्रल आगे पूर्ण इंटेग्रेबल नहीं है लेकिन इसलिए आपको यहां रखना होगा क्योंकि हमने पहले ही लंबाई का वैल्यू देख लिया है इसलिए अगर हम कुछ स्थानों पर विशेषज्ञ हैं तो यह एक मूल्य देता है तो हाफ वेव डाइपोल के लिए इसका मतलब है अगर हमारे पास l लैम्ब्डा नॉट बाय 2 के बराबर है यह इंटीग्रेशन 0 से pi के बराबर है F वर्ग साइन थीटा d थीटा को इंटेग्रट किया जा सकता है और यह वैल्यू बन जाता है इसलिए अगर हम इसे रखना हैं तो Pr 365 Im वर्ग हो जाता है अब रेडिएशन रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या है कुल रेडिएटेड पावर रेडिएशन रेजिस्टेंस गुणित Irms वर्ग के बराबर है अब हमें यह पता लगाना होगा कि Irms वर्ग क्या है हम हाफ वेव डाइपोल के लिए जानते हैं इनपुट टर्मिनल पर क्या है मुझे इनपुट टर्मिनल पर बताएं कि करंट क्या था इसका मतलब है हमें z डैश को 0 या कोई I डैश का एक्सप्रेशन 0 के बराबर रखना होगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि यह मूल रूप से Im sin बीटा नॉट I बाय 2 है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन Im क्योंकि यह l लैम्ब्डा नॉट बाय २ हो जाएगा तो यह 2 pi है लैम्ब्डा तो यह लैम्ब्डा बाय 2 pi होगा है तो हम साइन pi बाय 2 देखेंगे इसलिए lm इसका मतलब है कि Im हमारा अधिकतम वैल्यू Im है और इसलिए इसका rms वैल्यू क्या है तो Irms Im बाय रूट 2 होगा इसका मतलब है हम Pr को 73 Irms वर्ग लिख सकते हैं तो यह दर्शाता है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है हाफ वेव डाइपोल का रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ohm है जबकि पिछले मामलों में हमने करंट एलिमेंट्स के लिए देखा है कि हमने इसमें विभिन्न फ्रेक्वेंसीएस के लिए विभिन्न चीजों की गणना की थी यह कुछ milliohm आदि था 73 ohm काफी बड़ा है इसका मतलब है रेडिएशन काफी अच्छी मात्रा में हो रहा है यदि हम आकार को लैम्ब्डा नॉट बाय 2 से लेते हैं यही कारण है कि हाफ वेव डाइपोल काफी अच्छा एंटेना है जहां तक यह रेडिएशन है तो यह अच्छी मात्रा में पावर रेडिएट कर सकता है अगली कक्षा में हम देखेंगे कि अन्य गुण क्या है धन्यवाद